प्रिय प्रतिभागियों हमारे पाठ्यक्रम के सप्ताह 3 मॉड्यूल 1 में आप का स्वागत है इस मॉड्यूल में हम उन भावों पर गौर करेंगे जिनकी मदद से हमारी बातचीत के दौरान संवाद किया जाता है हमारा माउथ की मदद से संचार की जाती है सुख से दुःख तक भय से घृणा तक विभिन्न प्रकार की भावनाएँ हमारे माउथ के आकार के साथ संवाद की जाती है ऐसा लगता है कि हमारे चेहरे के भाव की व्याख्या में हमें कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है हालाँकि यह हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक कंडीशनिंग के कारण है या यह हमारी वास्तव में विकासवादी प्रक्रियाओं के कारण है अधिकांश समय में हम चेहरे की मदद से संवाद करने में सक्षम हैं हमारा चेहरा एक सबसे शक्तिशाली संचार उपकरण है और विशेष रूप से उन स्थितियों के दौरान जहां बहुत सी बातें होती हैं हमारे वर्षों के व्यवसाय के दौरानहमारी व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं हम अक्सर दूसरे लोगों के चेहरे के भावों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं उसी समय हमारी सामाजिक सहभागिता का एक और पहलू यह तथ्य है कि अधिकांश लोग चेहरे की अभिव्यक्ति पर अधिक विश्वास करते हैना की शब्दों पर जिसके साथ संचार किया गया है हमारे चेहरे पर आँखें और मुंह हैं जो मानव शरीर के अंगों में सबसे अधिक संचारी हैं हमने आंखों के माध्यम से संचार को देखा है जिस तरह से हमारीआँखें भावनाओं के विभिन्न स्तरों और सांस्कृतिक संवाद उनकी व्याख्या करती हैं आज हम माउथ की स्थिति को देखेंगे हमारी भावनाओं की संचार में मुख एक प्रमुख भूमिका निभाता है हमारा मुख जो आकार लेता है वह हमारे दाँतों और हमारी जीभ द्वारा समर्थित होता है यह नोट करना दिलचस्प है कि दिनचर्या की गतिविधियाँ जो हमारे मुंह की मदद से आयोजित की जाती हैं उदाहरण के लिएएक भाषण में बहुत से तथ्य दूसरों को बोले जा रहे है उसी समय खाने पर भी बात कर रहे है यह अन्य लोगों के व्यक्तित्व पृष्ठभूमि वगैरह के बारे में बहुत कुछ बताते हैं उसी समय हम मुस्कान की व्याख्या करते हैंऔर सचेत भी हो जाते हैं यदि मुस्कुराहट अनुपस्थिति हो तो हमारी मुस्कुराहट के साथ साथ हँसी की मौजूदगी और अनुपस्थिति हमारी भावनाओं और व्यक्तित्व प्रकारों का संचार करने के लिए भी होती है मुख का आकार सामान्य रूप से इशारों का मूल्यांकन करता है बाद में जब हम उंगली और हाथ के इशारों को देखेंगे और उनको हमारे चेहरे के विभिन्न भागों पर रखने से मूल रूप से संप्रेषित अर्थ में बदलाव होता है हालाँकि हम पाएंगे कि कुछ उपाय बिना हाथों और उंगलियों के भी हमारे मुँह से संचार होते है हमारे मुख का आकार किसी भी संवाद के दौरान महत्वपूर्ण मार्कर होते हैं चाहे वह ऑफ़लाइन हो या ऑनलाइन हो हमारे आमने सामने के संचार में हम विभिन्न सुराखों के आधार पर अर्थ निकालते हैं निर्णय लेने से पहले इसका औपचारिक रूप और इसकी अभिव्यक्ति हमारे मुख के आकार की मदद से समझ में आ जाते हैं हमें समय दें जिसके दौरान हम बातचीत कर सकते हैं और चूंकि दूसरे व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं कहा कि दूसरों को रिझाने के लिए अभी भी कुछ जगह है पहली अभिव्यक्ति जो अक्सर हमारे होठों की मदद से संचारित होती है वह है पर्सी लिप्स यह एक मूल्यांकनत्मक इशारा है अक्सर यह असहमति या क्रोध को दर्शाता है जो कि दबा दिया जा रहा है यहां तक कि अगर यह क्रोध नहीं है तो आप पाएंगे कि कुछ प्रकार की अस्वीकृति का सामान्य रूप से संचार किया गया है कभी कभी विशेष रूप से हाथ और उंगलियों के अन्य इशारों के अनुरूप यह जानकारी को दूर रखने के अनिर्णय का भी संचार करता है हेजिंग शब्द की तरह ताकि आप अचानक खुद को कमिट न करें तो आप पाएंगे कि पर्सी लिप्स दिखता है वयस्कों में भी आत्म छवि के बारे में संदेह साथ ही साथ इश्क बाज़ी का संकेत इस पाउट की मदद से दिया जाता है लिंग के बारे में हमारी समझ के अनुसार अलग अलग डिग्री में विभिन्न संस्कृतियाँ व्यवहार का संबंध है कई संस्कृतियों में हम पाते हैं कि युवा लड़कियों के लिए पॉउट व्यवहार उपयुक्त हैं और युवा लड़कों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है पुकेरेड लिप्स खासकर जब ऊपर के होंठ नीचे के होंठ पर उभरे हुए हों तब भी जब हम इसे नहीं काट रहे हैं तो यह अपराध की भावना को इंगित करता है कि क्या किसी कार्रवाई के दौरान व्यक्ति को पकड़ा गया है या नहीं दूसरी ओर अगर नीचे का होंठ शीर्ष होंठ पर फैला हुआ है तो यह अनिश्चितता या महत्वाकांक्षा की भावना को इंगित करता है कि व्यक्ति शब्दों की मदद से व्यक्त करने के लिए तैयार नहीं है यदि नीचे के होंठ में थपथपाहट होती है तो यह पेटुन्स अक्सर अनिश्चितता की भावनाओं और साथ साथ अप्रत्यक्ष प्रवेश या कम से कम किसी के अपराध की चेतना का संचार करते हैं फ्लैटेनेड लिप्स के रूप में भी जाना जाता है और इस तस्वीर में बहुत स्पष्ट है कि यह बोलने की एक दमित इच्छा दर्शाता है जो बहुत स्पष्ट रूप से समझा जाता है फ्लैटेनेड लिप्स तब होता है जब कोई अत्यधिक बल पूर्ण होंठ को बंद करता है तो जबकि मुंह का यह विशेष आकार इंगित करता है कि एक व्यक्ति कुछ बोलना नहीं चाहते हैं जो उसके दिमाग में चल रहा हैसाथ ही साथ यह अस्वीकृति संकट या हताशा का डर भी दिखाता है वह व्यक्ति डरता है कि अगर वह कुछ कह रही है तो उसे नतीजों का सामना करना पड़ सकता है या उसी समय व्यक्ति इतना व्यथित महसूस कर रहा है कि उसके पास इस भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं अक्सर हम पाते हैं कि यह अस्वीकृति और संकट की भावना संवाद के दौरान दूसरे व्यक्ति के बजाये अपने आप की ओर निर्देशित कर देती हैं यह मुंह की विशेष स्थिति भी हमें मनोवैज्ञानिक अशांति जो एक व्यक्ति के अंदर चल रही हैं हमारी बातचीत के दौरान इस बारे में बहुत कुछ बताती है होठों को काटना या चबाना भी भय का संकेत देता है जो चिंता का विषय है जो हमारे व्यक्तित्व में अंतर्निहित हैं और एक ही समय में किसी स्थिति में निर्णायकता की कमी है इसे किसी दिए गए स्थिति में आराम की कमी के रूप में भी समझा जा सकता है होठों को उनके केन्द्र या किनारे पर काटना चिंता का संकेत है अक्सर हम पाते हैं कि इस क्रिया में निचला होंठ काटा जाता है कभी कभी यह लोगों की आदत बन जाती है और हम लगभग उन स्थितियों की भविष्यवाणी कर सकते हैं जिनमें उन लोगों की इस आदत का यह विशेष इशारा होगा वे अक्सर इसे पूर्वानुमेय तरीके से दोहराएँगे कुछ क्षणों में हम पाते हैं कि यह एक आरामदायक इशारा भी हो सकता है क्योंकि होंठ काटने से व्यक्ति कुछ हद तक अंतर्निहित चिंता को हवा देने में सक्षम है इसलिए बातचीत या विचार प्रक्रिया का अगला चरण थोड़ा और अधिक आश्वस्त हो सकता है इसी तरह हम पाते हैं कि किसी के होंठ काटने या चबाने से यह भी संकेत मिलता है कि वह व्यक्ति या तो आंशिक पैनल में या आंशिक रूप से झूठ बोल सकता है किसी भी मामले में आप को यह पता चलेगा कि यह विशेष कार्रवाई किसी खुलेपन का संकेत नहीं देती हैव्यक्ति में कुछ आरक्षण हैं और इन आरक्षणों को अन्य भावों सूक्ष्म भावों और शब्दों के अनुसरण की मदद से सजाया जाना है मुंह की अगली प्रकार की स्थिति जिसे हम जानेंगे उसे सुकेड लिप्स कहा जाता है क्योंकि यह विशेष क्रिया बताती है कि एक व्यक्ति खुद होठों को निगलने की कोशिश कर रहा है तो यह सामान्य रूप से इंगित करता है कि व्यक्ति गहरी सोच में है और गहरा विचार रचनात्मक सोच नहीं है बल्कि यह एक आलोचनात्मक सोच है तो यह चीजों को देखने का मूल्यांकन तरीका है जब हम सामग्री का मूल्यांकन कर रहे होते हैं और उसी समय हम सोचते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है या तो हमारे या दूसरे व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम अधिक बात कर रहे हैं सामग्री के मूल्यांकन के साथ जुड़ा हुआ हैं हम यह भी पाते हैं कि विशेष रूप से एक व्यक्ति द्वारा विज्ञापन में स्थिति को उठाया जाता है और सफाई से दूसरों को किसी भी महत्वपूर्ण संदेश दिया जाता हैं और अक्सर यह महत्वपूर्ण संदेश रिसीवर को कुछ नकारात्मक सुझाता है कुछ लोगों में हम पाएंगे कि यह एक आदत बन गई है और इस विशेष प्रकार की क्रिया पर एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता होती हैं मनोवैज्ञानिक निर्भरता और इस कार्रवाई की अधिकता मन की एक गहरी समस्या ग्रस्त स्थिति का सुझाव देती है जिसकी आगे की जांच होनी चाहिए इसी तरह हम पाते हैं कि कुछ अन्य दिलचस्प स्थितियाँ हैं जो हमारा मुँह लेने में सक्षम है विशेष रूप से दिलचस्प एक जिसे हम सभी आसानी से समझ सकते हैं इसे एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म अभिव्यक्ति भी माना जाता है क्योंकि अक्सर हम पाते हैं कि मुंह के कोनों में अगोचर ढंग से ट्वीटच अधिकांश उदाहरणों में एक लंबी अवधि के लिए नहीं होते हैं कभी कभी हम पाते हैं कि यह उन लोगों के व्यवहार से जुड़ा हो सकता है जो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आदतन झूठे नहीं बोलते हैं और वे खुद को छोटे छोटे झटके से एक रास्ता दे सकते हैं क्योंकि उनकी अंतरात्मा इस कार्रवाई को अस्वीकार कर सकती है मुंह के विशेष संचलन से हमें पता चलता है कि मुंह के कोने ऊपर की ओर निकले हुए हैं और मुंह का यह ऊपर की ओर का आंदोलन खुशी की भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ है यह खुशी की मुस्कान या मुख पर मनोरंजन की शुरुआत हो सकती है लेकिन साथ ही हम पाते हैं कि मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ गए हैं यह नीचे की ओर झुकाव एक नकारात्मक भावना को दर्शाता है तो ट्विचिंग आम तौर पर जब भी व्यक्ति के दिमाग में कोई विरोधाभास चल रहा होता है तो होती हैं संदेशों का एक अन्य महत्वपूर्ण संचार तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति मुंह को हाथों या कुछ उंगलियों की मदद से ढकता है और यह भी विभिन्न प्रकार भावनात्मक प्रतिक्रिया यों के साथ जुड़ा हुआ है मुंह ढंकने का यह विशेष पहलू हमारे अगले मॉड्यूल में हम कवर करेंगे जब हम हाथ और उंगली के मूवमेंट को देखेंगे अगली चेहरा की अभिव्यक्ति जो हम उठाएंगे वो मुस्कान है जिसका महत्व हम सभी जानते हैं मुस्कुराहट सामान्य रूप से हमारी भावनाओं के सकारात्मक संकेतों से जुडी है अगर सभी भावनाएं जिसे हमारे शरीर द्वारा संप्रेषित किया जा सकता है हम पाते हैं कि हमारी मुस्कान सबसे अधिक संक्रामक है यह लगभग हमेशा एक सकारात्मक मुस्कान है इसलिए हमारी लगभग सभी संस्कृतियों में अलग अलग सामाजिक धारणाएँ हैं जहाँ एक मुस्कुराता हुआ चेहरा अधिक खुला और मिलनसार बेहतर दृष्टिकोण और अधिक सक्षम है लगभग हम सभी एक वास्तविक मुस्कान और एक सिंथेटिक या एक प्लास्टिक मुस्कान के बीच का अंतर समझने में सक्षम हैं वह डार्विन था जिसने मुस्कुराहट के संकेत पर अध्ययन किया था उसने गौर किया की मुस्कान के कारण परिणाम और अभिव्यक्तियाँ सार्वभौमिक हैं एक चेहरा जो मुस्कुराता है आमतौर पर दोस्ताना माना जाता है लेकिन आपके चेहरे का क्या जो कभी मुस्कुराता नहीं है तो चेहरे पर मुस्कुराहट की अनुपस्थिति अक्सर असंतोषजनक हो सकती है पर उसी समय जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक मुस्कुराता है तो उसे भी नकारात्मक माना जाता है निश्चित रूप से यह किसी सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा नहीं है और यहाँ मैंने उन व्यक्तित्वों की साहित्यिक समझ उद्धृत कि है जो बहुत अधिक मुस्कुराते है पहले एक ब्रिटिश उपन्यासकार एरिक एंबलर ने भी इसी तरह की अभिव्यक्ति दी है जब पहली नज़र में मानव चेहरे पर बहुत अधिक मुस्कान की उपस्थिति इसे दयालु बनाता है लेकिन दूसरी नज़र में मुस्कान की निरंतरता की उपस्थिति व्यक्ति की कायरता दिखाती है तो आप पाएंगे कि मुस्कान की उपस्थिति इसकी अनुपस्थिति और बहुत अधिक उपस्थिति हमारे सभी दुभाषियों द्वारा नोट की जाती हैं यह वीडियो मुस्कुराहट के महत्व का एक बहुत ही दिलचस्प मूल्यांकन देता है और इसमें मुस्कान को सामान्य रूप से समझे जाने वाले प्रकार भी शामिल हैं अधिकांश बुनियादी संचार संकेत दुनिया भर में समान हैं जब लोग मुस्कान से खुश जब वे दुखी या क्रोधित होते हैं मुस्कुराते हुए दूसरे व्यक्ति को यह बताए कि आपको कोई खतरा नहीं है और व्यक्तिगत स्तर पर आपको स्वीकार करने के लिए पूछे मुस्कुराहट की कमी बताती है कि क्यों कई प्रमुख व्यक्ति जैसे मौसम की रिपोर्टिंग क्लिंट ईस्ट वुड हमेशा क्रोधी या आक्रामक लगते हैं और वास्तव में मुस्कुराते हुए देखे जाते हैं हम बस के कई तरीकों से प्रकट नहीं होना चाहते हैं कोर्ट रूम में वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि मुस्कान के साथ माफी में कम जुर्माना होता हैं बजाय बिना मुस्कान के माफी के साथ ज्यादातर लोग जानबूझकर एक नकली मुस्कान और एक वास्तविक मुस्कान के बीच अंतर कर सकते हैं और हममें से अधिकांश को संतोष होता हैअगर हम पर कोई मुस्कुराता है चाहे वह वास्तविक हो या न हो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुछ स्थितियों में मुस्कुराहट और हंसी रक्षात्मक तंत्र हैं यही कारण है कि नकली मुस्कान को एक वास्तविक से अलग करना महत्वपूर्ण है यदि आप लोगों और उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं मुस्कान को मांसपेशियों के दो सेटों द्वारा नियंत्रित किया जाता है ज़िगोमैटिकस जो आँखों को पीछे खींचती है ज़िगोमैटिकस मेजर्स उपायों को सचेत रूप से नियंत्रित किया जाता है दूसरे शब्दों में हमें नकली एन्जॉयमेंट स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और एक वास्तविक मुस्कान की सच्ची भावनाओं के साथ समीक्षा करें एक आनंद मुस्कानन केवल होंठ के कोनों को ऊपर खींचता हैं लेकिन आंखों के आसपास की मांसपेशियों भी सिकुड़ जाती है जबकि गैर आनंद मुस्कुराहट सिर्फ मुस्कुराते हुए होंठ नहीं है चेतन मस्तिष्क द्वारा वास्तविक मुस्कुराहट उत्पन्न की जाती है जिसका अर्थ है कि हम जयगोमाटिक तीव्र नकली मुस्कुराहट में भी दिखाई दे सकता है और गाल गुदगुदी कर सकते हैं यह एक अनुबंध के रूप में अच्छी तरह से देखो और मुस्कुराहट वास्तविक है आप इसे देखने के लिए बनाते हैं हालांकि जब मुस्कुराहट वास्तविक होती है तो भौं और पलक के बीच जहाँ मैं पूरा ढँकता हूँ नीचे की ओर बढ़ता है और इससे आगे की भौहें थोड़ी गहरी होती हैं लाइन्स को दिख रही है छह सबसे आम प्रकार की मुस्कान नंबर 1टाइट लिप्पेद स्माइल होंठ खिंचे हुए हैं चेहरे पर एक सीधी रेखा बनाने के लिए और दाँतों को छुपाया जाता है यह संदेश भेजता है कि स्मॉइलर मुस्कुराहट के परिणामस्वरूप पत्रिका में चित्र निकलते है सफल व्यवसायी या संचार की सफलता के रहस्य को इकट्ठा करते हैं और आपको प्रयास करना होगा और अनुमान लगाना होगा कि वे क्या हैं इस साक्षात्कार में महिलाओं की प्रवृत्ति सफलता के सिद्धांतों के बारे में बात करने की है लेकिन वास्तव में वे सफल कैसे हुए हैं इसके सटीक विवरण को बदलते हैं नंबर 2 ट्विस्टेड इस्माइल यह मुस्कान एक चेहरे के प्रत्येक पक्ष पर विपरीत भावनाओं को दिखाती है दायाँ मस्तिष्क बाईं ओर की भौं को ऊपर उठाता है जहाँ बाईं जाइगोमैटिकस मांसपेशियाँ और बाईं ओर का गाल चेहरे के बाईं ओर एक प्रकार की मुस्कान उत्पन्न करने के लिए होता है बायाँ मस्तिष्क एक ही मांसपेशियों को नीचे की ओर खींचता है दाईं ओर गुस्से में भ्रूभंग पैदा करने के लिए जब व्यक्ति प्रत्येक पक्ष को प्रतिबिंबित करने के लिए 90 डिग्री के कोण पर बीच में अपना चेहरा करता हैं तो आप विपरीत भावनाओं के साथ दो पूरी तरह से अलग चेहरे को उत्पादन करते हैं इस दौरान एक चेहरे के दाईं ओर एक दुखी दु ख प्रकट करता है जबकि बाईं ओर क्रोध प्रकट करता है ट्विस्टेड इस्माइलपश्चिमी दुनिया के लिए है यह केवल जानबूझकर किया जा सकता है जिसका अर्थ है कि यह केवल व्यंग्य का संदेश भेज सकती है नंबर 3 ड्रॉप जॉव इस्माइल यह एक मुस्कान है जहां निचला जबड़ा ड्रॉपडाउन होता है जब व्यक्ति हंस रहा हो या खेल रहा हो यह लोगों के पसंदीदा है जैसे हिलैरी क्लिंटन और सभी इसका उपयोग करते हैं खुश प्रतिक्रियाओं और दर्शकों को खुश करने या अधिक वोट जीतने के लिए नंबर चार साइडवेज़ लुकिंग उप इस्माइल भावनाओं के भीतर ऐसा करती है जिससे पुरुष महिलाओं के लिए सुरक्षा और देखभाल करना चाहते हैं नंबर 5 नकली मुस्कान चोर को बेनकाब करने के लिए मुँह के ऊपर ज़िगोमैटिकस शामिल नहीं हैं नंबर 6 असली मुस्कान अधिकतर मांसपेशियाँ हिलती हैं गाल उठते हैं आँखें सिकुड़ती हैं और भौंहें थोड़ी गहरी होती हैं एक मुस्कुराहट कभी भी एक भाव को अभिव्यक्त नहीं करती है यह कई भावनाओं को व्यक्त करती है जैसा कि इस वीडियो में स्पष्ट है और हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे और इसी समय यह एक मुखौटा भी है जो लोग अक्सर अधिक नकारात्मक भावनाओं को छुपाने के लिए पहनते हैं एक मुस्कान में कई मांसपेशियाँ शामिल हो सकती हैंमांसपेशियाँ जो मुंहगाल और आंखों के आसपास होती हैं सामान्य रूप से लोग तब मुस्कुराते हैं जब वे खुश होते हैं लेकिन बहुत जल्द हम सभी ने बिना खुशी महसूस करे विनम्र सामाजिक मुस्कुराहट को पारित करना सीख लिया हैं क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा विनम्र और अक्सर हमारे सभी सामाजिक और पेशेवर बातचीत के दौरान एक आवश्यकता माना जाता है और इसलिए मुस्कुराता हुआ चेहरा आवश्यक रूप से मन की किसी विशेष या विशिष्ट भावनात्मक स्थिति का संचार नहीं करता है सबसे अच्छी तरह से हम कहते हैं कि मुस्कान एक बहुउद्देशीय अभिव्यक्ति है मुस्कान की सामान्य व्याख्या सकारात्मकता और खुशी से जुड़ी है और हम सभी उस इमोजी के बारे में जानते हैंमुस्कुराता हुआ चेहरा खुशी का सार्वभौमिक प्रतीक है लेकिन एक पेशेवर दुनिया में हमें इस बात से अवगत होना चाहिए कि हमारी मुस्कान को मास्क के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक मुस्कान विभिन्न अर्थों को संप्रेषित करती है और साथ ही साथ कुछ निश्चित सांस्कृतिक संघ जो हमारे मुस्कुराने के तरीके और उस तरीके से भी जुड़े हुए हैं जिससे हम अन्य लोगों की मुस्कान की व्याख्या करते हैं साथ ही जिन अवसरों पर हम मुस्कुराना चाहेंगे या पसंद नहीं करेंगे उदाहरण के लिए जापान और कुछ अन्य देशों में मुस्कुराहट एक छिपी हुई शर्मिंदगी नाराज़गी या गुस्से का संकेत दे सकती हैं एलन पीज़ ने अपने लेखन में 5 सामान्य प्रकार की मुस्कुराहट को सूचीबद्ध किया है लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने कुछ और प्रकार जोड़े मुस्कान के 5 सामान्य प्रकार जिन्हें एलन पीज़ द्वारा सूचीबद्ध किया गया है वे हैं टाइट लिप्पेद है अब एलन पीज़ इस मुस्कराहट को पूरी तरह से एक स्वतंत्र रूप से भावना के संचार में चित्रित करने के बजाय ने इसे एक सांस्कृतिक पैटर्न के साथ जोड़ा है पीज ने टिप्पणी की है टेक्सास में लोग विशेष रूप से समाज के मध्यम वर्ग के लोग बहुत मुस्कुराते हैं और इसलिए उनकी समझ यह है कि टेक्सास में लोग अन्य अमेरिकी राज्यों के लोगो की तुलना में अधिक मुस्कुराते हैं और इसलिए लगभग निरंतर लेकिन अगोचर प्रिंट जो आमतौर पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश के चेहरे पर पाया जाता था उसे यह नाम दिया गया है अपनी चर्चाओं में मैं इस विशेष प्रकार की मुस्कान को छोड़ देता हूँ मैं एलन पीज़ द्वारा सूचीबद्ध मुस्कान के पहले 4 सामान्य प्रकार और उन्हें कुछ अन्य शोधकर्ताओं द्वारा सूचीबद्ध किए गए मुस्कुराहट के प्रकार को साथ लेता हूँ मैं यहाँ कार्नी लैंडिस का भी उल्लेख करना चाहूँगा जिन्होंने 1924 में काम किया था और 9 विभिन्न प्रकार की मुस्कान की पहचान की थी लेकिन उनके शोधकर्ता इस खोज के साथ सामने आए की छह प्रकार की मुस्कान सकारात्मक अर्थों से जुड़ी होती हैं बाकी या तो नकारात्मक या एक मुखौटा होती हैं प्रारंभिक शोधकर्ताओं ने मुस्कुराहट को विज्ञान के रूप में लिया था हमने डार्विन द्वारा पहले भी प्रतिबद्ध किया है और उसी समयफ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट डचेन डी बोगलने के द्वारा भी लिया गए था जिन्होंने चेहरे की अभिव्यक्ति के यांत्रिकी का अध्ययन किया था और विशेष रूप से विभिन्न मांसपेशियों के उस जुड़ाव को पहचानने की कोशिश की थी जो हमारे चेहरे पर मौजूद हैंऔर किस प्रकार की मांसपेशियों का उपयोग किस प्रकार की भावना के संचार में किया जाता है हमारी मुस्कान के माध्यम से उन्होंने परीक्षण में इलेक्ट्रोड्स के साथ अपना जीवन बिताना पड़ा यह प्रयोग गलत हो गया था लेकिन उनके बाकी शोधों का महत्व कम नहीं है एक अन्य शोध जो अक्सर मुस्कान के अध्ययन में बात की जाती है वो कार्नी लैंडिस में एक अनुसंधान विद्वान थे और वह भावनाओं का चेहरे के भावों पर प्रयोग कर रहे थे वह एक लोगों का समूह साथ इकट्ठा करते है एक प्रेरक समूह जिसमें कुछ मित्र कुछ सहपाठी कुछ युवा शिक्षक और साथ ही में एक युवा किशोर लड़का शामिल था और वह यह पता लगाना चाहते थे कि क्या विभिन्न अनुभवों ने उनके चेहरे के भावों को समान किया हैं उसकी विधियाँ आज नैतिक नहीं मानी जा सकती है हालाँकि यह उनका निष्कर्ष था जिसने आसानी से अधिक बनाया और अभी भी शोधकर्ता इन निष्कर्षों पर वापस जाते हैं उन्होंने इस समूह को एक साथ इकट्ठा किया उनकी आंखों पर पट्टी बाँधकर मार्कर लगा दिया यह देखने के लिए कि चेहरे की प्रतिक्रिया के एक विशेष प्रकार में किस प्रकार की मांसपेशियाँ सक्रिय हैं और फिर उन्होंने उन्हें प्रयोग के प्रकार के लिए अलग अलग दौर से गुजरने के लिए कहा था उन्होंने उन्हें उजागर कर दिया इन लोगों को जिनकी आंखों पर पट्टी बाँधकर कुछ दिलचस्प और बल्कि विचित्र प्रयोग किये गए थे उनमें से कुछ में अपनी सीट के नीचे पटाखे फोड़ना शामिल थे एक प्रयोग में हाथ को जीवित मेंढकों से भरे हुए बाल्टी में डालना और एक व्यक्ति को माउस या एक रोडेंट के गले को जानबूझकर काटने के लिए कहा हालांकि यहां यह भी एकीकृत किया जाना चाहिए कि अपने बाद के जीवन में उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया नहीं लेकिन उन्होंने जो निष्कर्ष 1924 में एक युवा अनुसंधान विद्वान के रूप में निकाले अभी भी उन के बारे में बात की जाती है उन्होंने कहा था कि सबसे हिंसक कार्य के दौरान भी सबसे आम प्रतिक्रिया रोना या क्रोध व्यक्त करने के लिए नहीं थी यह मुस्कुराहट थी और मैं कहना चाहता था की इस प्रयोग के बाद मुझे एक मुस्कान के अलावा कोई अभिव्यक्ति नहीं मिली हैजो किसी भी स्थिति के विशिष्ट के रूप में माना जाने वाली तस्वीरों में मौजूद हैं " मनोवैज्ञानिकों ने बाद में विभिन्न प्रकार की मुस्कुराहट के बारे में बात की जो कार्नी लैंडिस द्वारा इन प्रयोगों द्वारा मान्य हो रही है और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे स्वेच्छा से लोग इस प्रयोग के दौरान आज्ञाकारी थे लेकिन यह वास्तव में हमारी चर्चाओं से जुड़ा नहीं है कार्नी लैंडिस ने 19 अलग अलग प्रकार की मुस्कुराहट की पहचान की लेकिन सुझाव दिया कि केवल छह हैं जो सकारात्मकता की अभिव्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है बाकी तब होती है जब या तो हम दर्द में होते हैंहम शर्मिंदा या परेशान या औसत दर्जे का वगैरह महसूस कर सकते हैं कभी कभी इसका मतलब दूसरे लोगों के प्रति संदेह या स्वेच्छा से दूसरों को प्रस्तुत करना भी हो सकता है वास्तविक मुस्कुराहट सकारात्मक कार्यों और भावनाओं के लिए एक पुरस्कार है कुछ और मुस्कान भी हैं जो सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती है बल्कि वे उस भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं जिससे हम दूसरों को संकेत देना चाहते हैं कृत्रिम मुस्कान प्लास्टिक की मुस्कान या सिंथेटिक मुस्कुराहट की मदद से हम अपने अंतर्मन को एक विशेष भाव प्रस्तुत करना चाहते हैं और हम मुस्कान के इस मुखौटे का उपयोग करके हमारी भावनाओं की नकारात्मकता को छिपाना चाहते हैं इसलिए कुछ मुस्कुराहट यह संकेत देने के लिए विकसित हुई है कि हम किसी विशेष स्थिति में धमकी नहीं दे रहे हैं इसकी बजाय हम सहकारी हैं कि हम किसी भी स्थिति में कोई एकत्रीकरण नहीं चाहते हैं लेकिन साथ ही मुस्कुराहट का उपयोग यह सुझाव देने के लिए भी किया जा सकता है कि "किसी भी बातचीत में आप की तुलना में मैं बेहतर हूं " तो बहुत विनम्र इशारे उपयोग किए जाते हैं जो प्रदर्शित करते है कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं या हम जानबूझकर व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहते हैं एक ही समय में मुस्कुराहट का उपयोग प्रभावी तरीके से एजेंट के हेरफेर के रूप में भी किया जा सकता है अन्य लोगों को हमारी सच्ची भावनाओं को समझने से विचलित करना हैं विभिन्न प्रकार की मुस्कान को समझने में आगे बढ़ने से पहले हमें कैसे एक वास्तविक और नकली मुस्कान के बीच अंतर करना समझना चाहिए असली मुस्कान हमेशा आवश्यक रूप से एक सकारात्मक भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं और नकली मुस्कुराहट नहीं करती हैं विशेष रूप से अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि मुस्कान पर हमारी प्रतिक्रिया अक्सर अन्य लोगों के साथ हमारी पहली बातचीत को प्रभावित करती है यह हमें एक विशेष उपस्थिति में सहज और सतर्क बनाता है आम तौर पर यह कहा जाता है कि एक पूर्ण विकसित मुस्कान वास्तविक है जिसमें आँखें भी रहती हैं शायद सबसे अधिक अन्य लोगों के साथ हमारी बातचीत का संक्रामक पहलू है एक पूर्ण विकसित मुस्कान किसी व्यक्ति के सिर के साथ जुडी होती हैहम पाते हैं वह व्यक्ति विनम्र महसूस कर रहा है दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति खुलकर मुस्कुरा रहा है और सिर पीछे की ओर झुका हुआ था तो व्यक्ति न केवल प्रसन्न होता है बल्कि वो दी गई स्थिति में स्वयं पर गर्व करता है उदाहरण के लिए हम एक छात्र से पूछ सकते हैं ओह तुम्हारी परीक्षा कैसी है अगर उस छात्र ने अच्छा प्रदर्शन किया है तो वो कहेंगे ओह यह अच्छा था सिर का झुकना देखो दूसरी ओर वही व्यक्ति कह सकता है ओह यह अच्छा था तो आप पाएंगे कि आनंद की मात्रा समान है लेकिन एक विशेष प्रकार के सिर के झुकाव से अन्य संघों के साथ भी संचार किया जाता है एक नकली मुस्कान एक मुखौटा बनाने के लिए प्रयोग की जाती हैहमारे और अन्य लोगों के बीच सच्ची भावना को छुपाने के लिए और वहाँ दो स्वतंत्र रूप से पहचान करने के लिए कुछ अलग अंतर है वास्तविक मुस्कुराहट के मामले में लोग अपनी आंखों और मुंह दोनों से मुस्कुराते हैं यह मुस्कुराहट जिसमें हम कहते हैं कि उस व्यक्ति की आँखें भी मुस्कुरा रही थीं और नकली मुस्कुराहट में हम पाते हैं यह मुस्कान केवल मुंह की मदद से दी जाती है इसी तरह यदि आप अंतर नोटिस करने में सक्षम हैं तो वास्तविक मुस्कान अक्सर चेहरे के दोनों तरफ अधिक सममित होती हैं और बहुत अधिक कॉमिक शुरुआत है और नकली मुस्कान में बहुत अधिक कॉमिक ऑफ सेट है अंतर बताने का सरल तरीका है कि यह देखना चाहिए कि मुस्कुराहट व्यक्ति के चेहरे पर जल्दी से खत्म हो जाती है या देर तक रहती है देर तक रहने वाली मुस्कुराहट सकारात्मक और वास्तविक मुस्कान के साथ जुड़ी हुई है दूसरी तरफ नकली मुस्कान आम तौर पर एक व्यक्ति द्वारा वास्तविक भावनात्मकता को कवर करने के लिए किया जाता है फ्रांसीसी एनाटोमिस्ट द्वारा समर्थित और मजबूत किया गया था उन्होंने आगे वास्तविक और नकली मुस्कान के बीच के अंतर का वर्णन किया और वास्तविक मुस्कुराहट में जिसे ड्यूचेन इस्माइल की उपस्थिति आंखों के आसपास की हल्की झुर्रियों को वास्तविक मुस्कुराहट का संकेत माना जाता है हालांकि बाद में यह पाया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि हर किसी की झुर्रियाँ इसी प्रकार होती हैं कुछ चेहरों में क्रो फ़ीटबिल्कुल भी मौजूद नहीं होते है प्लास्टिक की मुस्कुराहट में हम पाते हैं कि मांसपेशियाँ होठों को बारी बारी से ऊपर और पीछे खींचती हैं नथुने से होंठ के कोने तक चलने वाले फर को गहरा करती हैं इस विशेष वीडियो में मुस्कान का विस्तृत विश्लेषण जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार किए गए हैं हम पाते हैं राजनीतिक विश्वास प्रणाली पर टिप्पणी किए बिना मैंने इस वीडियो को वास्तविक और नकली मुस्कान के चित्रण के रूप में उपयोग करने की कोशिश की है बॉडी लैंग्वेज पर उस दोहरे अंक की जीत के बाद बहुत मुस्कुराहट है बर्नार्ड सैंडर्स मिल गया है गाल ऊपर हो गए हैं लेकिन यह उतना बड़ा नहीं है आम तौर पर तबजब वह पूरी तरह से खुश होते है लेकिन उसकी राय में जब हिलैरी मुस्कुराती है तो वह कभी कभी वास्तव में विचारधारा को कवर करती है हिलैरी क्लिंटन को मुस्कुराने की समस्या है उन की मुस्कान एक मुखौटा है वह नहीं चाहती कि आप उनकी भावना को देखें इसे सामाजिक मुस्कान के रूप में जाना जाता है आँखों के चारों ओर ज्यादा हलचल नहीं है और होंठ वास्तव में ऊँचे हैं क्रॉस हैं लेकिन उच्च नहीं हैं और टेड क्रूज़ को भी अपनी मुस्कान पर कुछ काम करना है जब वह मुस्कुराता है तो शुरुआती धारणा यह है कि एक प्रकार की स्नीर हैं फिर क्या होता है हम उसे व्यंग्य समझते हैं इसलिए मैं इस बिंदु पर अपनी चर्चा समाप्त करुंगा हमारे अगले मॉड्यूल में हम मुस्कान के अन्य प्रकार पर गौर करेंगे सांस्कृतिक अंतर जो हमारी मुस्कुराहट के तरीके को पहचानने में भी मौजूद हैं